हम रिसोर्स एलोकेशन की बुनियादी अवधारणाओं को थोड़ा देखेंगे लेकिन रिसोर्सेज से आपका क्या मतलब है विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज क्या हैं फिर हम रिसोर्सेज की प्रकृति पर चर्चा करेंगे रिसोर्सेज की श्रेणियां और फिर हम देखेंगे कि किसी परियोजना में रिसोर्सेज की आवश्यकताओं की पहचान कैसे करें आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में मुझे उम्मीद है कि आप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में पहले ही जान चुके होंगे आपने क्रिटिकल पार्ट विधि या CPM PERT प्रोजेक्ट इवोल्यूशन और रिव्यू तकनीक वगैरह का उपयोग किया होगा जिनका उपयोग शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में सामान्य रूप से गतिविधि नेटवर्क एनालिसिस तकनीकों का उपयोग योजना बनाने के लिए किया जाता है जहां विभिन्न गतिविधियां होती हैं इसलिए लोग एक्टिविटी नेटवर्क या प्रेसिडेंस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं ये अंतर हैं कि मूल रूप से डायग्राम का उपयोग वे इस योजना को बनाने के लिए किया जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी अब ये योजनाएं जो परियोजना के समय निर्धारण के लिए बनाई जा रही हैं वे रिसोर्सेज की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखती हैं लेकिन वास्तव में हम योजना बना सकते हैं यदि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं तो वह योजना सिर्फ आदर्श होगी यह ठीक से काम नहीं करेगी इसलिए अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उपलब्ध रिसोर्सेज से हमने जो एक्टिविटी योजना बनाई है उसका मिलान कैसे किया जाए इसलिए यदि उपलब्ध रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं हैं तो हमें एक्टिविटी प्लान को बदलना पड़ सकता है अगर हमें योजना को बदलना पड़ सकता है तो उस स्थिति में हम उपलब्ध रिसोर्सेज को फिट करने के लिए योजना को बदलने की प्रभावकारिता का आकलन करेंगे इसलिए जब भी जरूरी हो इसलिए हम यहां मूल रूप से दो चीजें देखेंगे एक्टिविटी प्लान बनाते समय रिसोर्सेज का ध्यान कैसे रखें और यदि रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं हैं उपलब्ध रिसोर्सेज के आधार पर हम योजना को कैसे बदल सकते हैं अब देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन का परिणाम क्या है जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर चरण का आउटपुट होता है इसलिए यहां भी रिसोर्स एलोकेशन का अंतिम परिणाम रिसोर्सेज की एक संख्या और कई कार्यक्रम होंगे वे शेड्यूल एक्टिविटी शेड्यूल रिसोर्स शेड्यूल और कॉस्ट शेड्यूल हैं तो गतिविधि अनुसूची से आपका क्या अभिप्राय है तो यह कार्यक्रम प्रत्येक एक्टिविटी के लिए नियोजित शुरुआत और पूर्ण तिथियों को इंगित करेगा आप हर गतिविधि को जानते हैं कि हमारे पास एक योजना होनी चाहिए कि यह कब शुरू होनी चाहिए और कब पूरी होनी चाहिए तो यह गतिविधि अनुसूची योजना प्रारंभ तिथि के साथ साथ प्रत्येक गतिविधि की पूर्ण तिथि और यह कैसे तैयार की जा सकती है के बारे में जानकारी रखती हैं इसे एक विशेष प्रकार के डायग्राम या ग्राफ़ का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है हम इसे प्रेसिडेंस नेटवर्क या एक्टिविटी प्लान के रूप में कहते हैं तो एक और परिणाम रिसोर्स शेड्यूलिंग है इसलिए जहां यह उन तिथियों को दर्शाता है जिन पर प्रत्येक रिसोर्स की आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता का स्तर होगा इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्टिविटी प्लान में हमें रिसोर्सेज की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए तो यह रिसोर्स अनुसूची उन तिथियों को दिखाएगी जिन पर उस आवश्यकता के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी फिर इस रिसोर्स एलोकेशन का अन्य आउटपुट एक लागत अनुसूची है जो नियोजित cumulative एक्सपेंडिचर को दिखाएगा यह भी बताएगा कि परियोजना विकास के दौरान समय के साथ रिसोर्सेज के उपयोग से होने वाला cumulative एक्सपेंडिचर क्या होगा अब देखते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज से आपका क्या मतलब है एक बहुत ही तुच्छ अवधारणा हम परंपरागत रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि एक रिसोर्से का मतलब है कि यह कोई भी वस्तु या व्यक्ति है जिसे परियोजना के सफल एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक होता है प्रोजेक्ट की पूरी अवधि के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी और कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता केवल एक एक्टिविटी के लिए होगी उदाहरण के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकते हैं वह परियोजना की पूरी अवधि के लिए आवश्यक है जबकि प्रोग्रामर केवल एक विशिष्ट गतिविधि के लिए आवश्यक होगा कोडिंग हो सकती है डिजाइनरों की केवल तभी आवश्यक होगी जब हम डिजाइन का प्रदर्शन करेंगे और इसी तरह आवश्यकता विश्लेषण चरण के दौरान एनालिस्ट या सिस्टम एनालिसिस की आवश्यकता होगी तो परियोजना की पूरी अवधि के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी जबकि कुछ अन्य का उपयोग किया जाएगा या केवल एक ही गतिविधि के लिए या क्या कुछ सक्रियता के लिए उपयोग किया जाएगा यानी कुछ कपल ऑफ एक्टिविटीज में उसका प्रयोग किया जा सकता है परियोजना की सफलता के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत महत्वपूर्ण है तो यह प्रोग्रामर के रूप में शेड्यूलिंग के समान स्तर की आवश्यकता नहीं है प्रोग्रामर आपको कोडिंग के लिए आवश्यक हो सकता है आपको दो प्रोग्रामर की आवश्यकता हो सकती है लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोग्रामर या सिस्टम डिजाइनर या परीक्षक के रूप में समान स्तर की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए मैनेजर प्रोग्रामर के उपयोग के लिए अनुरोध कर सकता है जो प्रोग्राम स्तर पर रिसोर्सेज के पूल से संबंधित है इसलिए हम पहले ही प्रोजेक्ट और कार्यक्रम के बीच अंतर देख चुके हैं तो मैनेजर एक परियोजना के लिए जिम्मेदार है इसलिए अब एक प्रोग्रामर रिसोर्सेज के एक पूल के लिए एक प्रोग्रामिंग स्तर के रूप में हो सकता है जब आपको एक प्रोग्रामर की सहायता की आवश्यकता होती है तो आपको प्रोग्राम हेड से परामर्श करना होगा और आप अपने काम के लिए एक विशेष प्रोग्रामर पाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोग्रामर का स्तर प्रोजेक्ट मैनेजर के समान नहीं हो सकता है अब हम रिसोर्सेज की श्रेणियां देखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न श्रेणियों या विभिन्न रिसोर्सेज के प्रकार क्या हो सकते हैं हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की विभिन्न महत्वपूर्ण श्रेणियां लेबल लेबर इक्विपमेंट मटेरियल जगह सर्विस टाइम और मनी हैं इसलिए हमें एक एक करके देखना चाहिए तो लेबर का मतलब सामान्य रूप से इसमें विकास परियोजना के सदस्य शामिल होंगे व्यक्तियों प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम एनालिस्ट या सिस्टम डिजाइनर टेस्टर के रूप में विकास परियोजनाओं के सदस्य ये सभी इस श्रेणी के लेबर के तहत आ रहे हैं इसलिए मूल रूप से वे विकास परियोजना के सदस्य हैं अब आता है इक्विपमेंट इसलिए प्रोजेक्ट के सफल निष्पादन के लिए विभिन्न कंप्यूटिंग और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है वे इन रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स के तहत आएंगे उदाहरण के लिए सर्वर वर्क स्टेशन डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर वे सभी चीजें इक्विपमेंट के अंतर्गत आ रही हैं और चूंकि उन्हें फर्नीचर वगैरह जैसे कुछ सामान की आवश्यकता होती है इसलिए वे इक्विपमेंट की श्रेणी में भी आएंगे मटेरियल ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने के बजाय ग्रहण किया जाता है तो इन वस्तुओं का सेवन किया जाएगा तो कुछ आइटम वहाँ हैं जो आप कुछ समय के लिए या कुछ अवधि के लिए उपयोग कर सकते हैं लेकिन ये ऐसी मटेरियल हैं जिनका सेवन कुछ समय बाद किया जाएगा जब वह उपयोग होंगे इसलिए उदाहरण के लिए आप कॉपी करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम इसे डिस्क सीडी वगैरह का इस्तेमाल करके कर सकते हैं इसलिए एक बार जब वे सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं तो हम उनका इलाज करेंगे तो कागज वगैरह ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल होने की बजाय खपत होती है Space बहुत सरल है तो आपको अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कार्यालय स्थान या वर्क स्पेस की आवश्यकता हो सकती है जहां आपके प्रोग्रामर सिस्टम डिजाइनर वगैरह भी बैठेंगे सर्विसेस कुछ परियोजनाओं के लिए विशेष सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता हो सकती है तो अपनी विशिष्टताओं के साथ उन्हें कुछ विशिष्ट सर्विसेस को काम पर रखने की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप एक वाइड एरिया डिसटीब्युटेड सिस्टम विकसित कर रहे हैं तो आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है इसलिए आपको टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस से कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है आप डाक कूरियर सर्विसेस वगैरह की आवश्यकता हो सकती है तो ये इन के तहत आ रहे हैं भले ही वे सेवाएं हों उन्हें एक रिसोर्से माना जाएगा और वे सेवा रिसोर्सेज के तहत आ रहे हैं टाइम को एक महत्वपूर्ण रिसोर्से भी माना जाता है इसलिए यहां हम टाइम को elapsed टाइम मानते हैं तो जो टाइम बीता है तो elapsed टाइम इसे एक रिसोर्से के रूप में माना जा सकता है अधिक कर्मचारियों को जोड़कर elapsed टाइम कम किया जा सकता है तो इस टाइम की आवश्यकता आवश्यक समय यदि आप बहुत जल्द ही समय सीमा को पूरा कर रहे हैं तो elapsed टाइम जो अधिक स्टाफ सदस्यों को जोड़कर कम किया जा सकता है देखें मनी भी एक रिसोर्सेज के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन आम तौर पर हम इसे प्राइमरी रिसोर्से नहीं मानते हैं इसे सेकेंडरी रिसोर्से माना जाता है क्योंकि यह आप इस मनी का उपयोग अन्य रिसोर्सेज को खरीदने के लिए कर रहे हैं इसीलिए मनी को एक रिसोर्से भी माना जाता है लेकिन इसे एक सेकेंडरी रिसोर्से के रूप में माना जाता है तो यह इस अर्थ में अन्य रिसोर्सेज के समान है कि यह लागत पर उपलब्ध है लेकिन ब्याज दरों के मामले में ऐसा है तो यहाँ हम कुछ खरीद सकते हैं हमें बैंक से पैसा उधार लेना होगा हमें कुछ ब्याज शुल्क के साथ बैंक से ऋण के रूप में पैसा उधार लेना होगा तो यही कारण है कि यह भी अन्य रिसोर्सेज के समान है और यह लागत पर उपलब्ध है इस मामले में यह ब्याज दर है अब देखते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए रिसोर्सेज को लोकेशन कैसे किया जाता है इसलिए इस रिसोर्से एलोकेशन में पहला कदम यह है कि रिसोर्से क्या हैं वे प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक हैं और फिररिसोर्से आवश्यकता सूची बनाएं इसलिए रिसोर्स एलोकेशन में पहला कदम प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की पहचान करना और रिसोर्से की आवश्यकता पैदा करना है हमने कुछ मिनट पहले ही विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज को देखा है फिर हमें यह पहचानना होगा कि रिसोर्से प्रकार क्या हैं हमने पहले से ही कुछ संभावित प्रकारों के बारे में चर्चा की है तो कुछ मामलों में व्यक्ति एक समूह के भीतर विनिमेय हैं उदाहरण के लिए यदि आप VB प्रोग्रामर का उपयोग कर रहे हैं और वे इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ परस्पर उपयोग कर सकते हैं इसलिए रिसोर्से प्रकारों की पहचान करने के बाद हमें रिसोर्से प्रकारों को विभिन्न गतिविधियों के लिए एलोकेट करना होगा और रिसोर्से हिस्टोग्राम की जांच करनी होगी इसलिएरिसोर्से प्रकारों की पहचान करने के बाद हमें अलग अलग रिसोर्सेज के प्रकारों को विभिन्न गतिविधियों के लिए एलोकेट करना होगा हम कहेंगे कि उन्हें कैसे एलोकेट किया जाए और फिर हमें रिसोर्से हिस्टोग्राम नामक डायग्राम तैयार करना होगा और फिर हमें रिसोर्से हिस्टोग्राम की जांच करनी होगी कि रिसोर्से ठीक से एलोकेट किए गए हैं या नहीं उन्हें समान रूप से एलोकेट किया गया है या नहीं हमें इस रिसोर्से हिस्टोग्राम को देखना होगा मुझे उम्मीद है कि यह हिस्टोग्राम आपने पहले 10 वीं या 12 स्तर पर अध्ययन किया है मूल रूप से ये कुछ प्रकार के ग्राफ़ बार ग्राफ़ वगैरह हैं हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक महत्वपूर्ण चरण रिसोर्से प्रकारों की पहचान कर रहा है मैंने पहले ही कई रिसोर्से प्रकारों की पहचान कर ली है लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखते हैं संभावित रिसोर्से आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं तो मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के विकास में निम्नलिखित रिसोर्से आवश्यकताएं हैं हमें हार्डवेयर की पहचान करनी होगी हमें उस सॉफ़्टवेयर की पहचान करनी होगी जो प्रोजेक्ट को विकसित करने और सहायक कर्मचारियों की पहचान करने के लिए आवश्यक होगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारी को पहचानना होगा तो मूल रूप से इन रिसोर्से आवश्यकताओं की आवश्यकता है तो चलिए पहले हार्डवेयर की पहचान के बारे में बताते हैं हार्डवेयर की पहचान करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए इसलिए पहले हमें यह देखना होगा कि हमें परियोजना की सभी हार्डवेयर जरूरतों की सूची तैयार करनी है या नहीं तो आपके प्रोजेक्ट को किस तरह के हार्डवेयर की आवश्यकता होगी आपके प्रोजेक्ट को किस प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता हो सकती है पहले उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करें उदाहरण के लिए आपको यह सूचीबद्ध करना होगा कि क्या आपके प्रोजेक्ट को कुछ डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर बैकअप मीडिया कीबोर्ड स्विच विभिन्न नेटवर्किंग पोर्ट और केबल डिस्प्ले यूनिट प्रिंटर प्लॉटर टच स्क्रीन वगैरह की आवश्यकता है इसलिए अपने प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए आपको किस प्रकार के हार्डवेयर इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी यह पता करना आवश्यक है फिर हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े के लिए यह निर्दिष्ट करना होगा कि उसे क्या करना है तो हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े को एक केबल लगता है जो डेस्कटॉप सर्वर यह किस तरह की गतिविधि करेगा इसकी कार्यक्षमता क्या होगी इसलिए प्रत्येक हार्डवेयर के लिए यह निर्दिष्ट करना होगा कि उसे क्या करना है फिर हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े के लिए यह निर्दिष्ट करें कि उसे ठीक से काम करने के लिए क्या चाहिए इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े के लिए यह क्या करेगा इसका उद्देश्य क्या होगा इसकी कार्यक्षमता क्या होगी इसकी पहचान करना आवश्यक है फिर उस फंक्शनैलिटी को प्राप्त करने के लिए उस फंक्शनैलिटी को करने के लिए हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े के लिए हमें यह निर्दिष्ट करना होगा कि इसे ठीक से काम करने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है उस फंक्शनैलिटी को प्राप्त करने के लिए उदाहरण के लिए इसकी क्या आवश्यकता है हार्डवेयर चाहे इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के सॉफ़्टवेयर टूल की आवश्यकता होती है इसमें इंटरकनेक्शन वगैरह के लिए कुछ केबलों की आवश्यकता होती है इसलिए हार्डवेयर के प्रत्येक टुकड़े के लिए हम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि ठीक से काम करने के लिए इसे वास्तव में क्या चाहिए फिर हमें यह निर्दिष्ट करना होगा कि उसके कार्य के लिए किस हार्डवेयर की आवश्यकता है इसलिए इस प्रोजेक्ट से मेन पावर हैं तो किस व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए किस प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता है कृपया देखें हार्डवेयर के हर टुकड़े हर किसी को प्रदान न करें इसलिए हम सभी लोगों को एक परियोजना में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर दिखाई देंगे उनकी आवश्यकता हो सकती है इसलिए यह निर्धारित न करें कि सभी विभिन्न व्यक्तियों को सभी प्रकार के हार्डवेयर क्या प्रदान करने हैं क्योंकि उन्हें इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं हो सकती है उन्हें केवल एक वांछित डेस्कटॉप की आवश्यकता हो सकती है उन्हें सर्वर की आवश्यकता नहीं हो सकती है इसी तरह उन्हें केवल डिस्प्ले मॉनिटर की आवश्यकता हो सकती है उन्हें टच स्क्रीन वगैरह की आवश्यकता नहीं है तो इसीलिए हर किसी को हार्डवेयर के हर टुकड़े के साथ प्रदान न करें अगर उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और अंत में निर्दिष्ट करें कि टीम को हार्डवेयर की आवश्यकता पहले से हो सकती है इसलिए execution specifies बंद करने से पहले जब टीम कब परियोजना को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है किस समय पर जरूरत होगी यदि आप थोड़ी सी अग्रिम की पहचान कर सकते हैं जो शीर्ष प्रबंधन से संसाधनों को पूछने में मदद करेगा इसलिए पहले से यह पता होना चाहिए की कब परियोजना की जरूरत होती है कब टीम को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है अगर हो सके तो पहले से निर्दिष्ट करें ये आपकी परियोजना की हार्डवेयर आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए आवश्यक विभिन्न चरण हैं फिर अगला यह है कि सॉफ्टवेयर की पहचान कैसे की जाए तो हम जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए कई अन्य सहायक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है इसलिए कुछ उदाहरण बुनियादी सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर लिंकर्स लोडर वगैरह हैं जो उन्हें किसी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और यदि ये बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर वगैरह वे गलत तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं या आप उनका सही वर्ज़न उपयोग नहीं कर रहे हैं उचित लेटेस्ट वर्ज़न अपग्रेडेड वर्ज़न फिरवे परियोजनाओं का पुराना होने का कारण बन सकते हैं इसलिए सॉफ़्टवेयर के विभिन्न संस्करण mismatched सर्विस पैक और लाइब्रेरीज़ के अलग अलग रिलीज़ होने से समस्याएँ पैदा हो सकती हैं यदि हम उन मुद्दों की अनदेखी करेंगे जो सॉफ्टवेयर विकास के दौरान गंभीर समस्याओं को जन्म देंगे अनुभवी प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है कि परियोजना के दौरान सॉफ्टवेयर अपग्रेड वे टीम प्रोडक्टिविटी का खर्च उठाते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं इसलिए वे उचित देखभाल करते हैं कि कब समुचित उपयोग करना है कब अपग्रेड के लिए जाना है कब विभिन्न वर्ज़न का उपयोग वे विवेकपूर्ण तरीके से करना है इसलिए अपग्रेड के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है हमें रेंडमली रूप से अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को उचित समय पर अपग्रेड के लिए योजना बनाना चाहिए ठीक से और वे उन्हें शेड्यूल करते हैं और टीम और परियोजना पर प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है कि जब टीम और प्रोजेक्ट पर इस का प्रभाव अपग्रेड किया गया था तो इसे कम से कम किया जा सकता है फिर वह अपग्रेड और शेड्यूलिंग की योजना के लिए जा सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर नीचे दिए गए चरणों का पालन करके सॉफ़्टवेयर समर्थन पर एक हैंडल प्राप्त कर सकते हैं आइए देखें कि चरण क्या हैं इसलिए उसे सूचीबद्ध करना होगा तो आइए देखें कि अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं अब हम सॉफ्टवेयर की पहचान के लिए नया कदम ले रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले हार्डवेयर आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना होगा इसलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए या किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर को सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं से युक्त एक सूची तैयार करनी होती है फिर सॉफ़्टवेयर वर्ज़न निर्दिष्ट करें विभिन्न वर्ज़न जो आप उपयोग करेंगे उसकी पहचान करें अपग्रेड और सर्विस पैक की पहचान करें अलग अलग अपग्रेड और सर्विस पैक क्या हैं और आपको उनके लिए कब जाना चाहिए यह भी पहचानें कि कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करें कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करने के लिए ज़िम्मेदार है आपको यह सुनिश्चित करना होगा क्योंकि सभी व्यक्ति वह नहीं हो सकते जो सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ज़िम्मेदार है फिर निर्दिष्ट करें कि कब कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करना है यहाँ किस समय पर हम पहचान रहे हैं कि कौन से सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड की आवश्यकता है लेकिन फिर हमें यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि सॉफ्टवेयर को कब अपग्रेड की जरूरत है और किस सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन की जरूरत है आइए हम यहां पहला कदम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करता है टीम को सॉफ़्टवेयर आवश्यकताओं की सूची पर चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है आपके सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए हमें किस तरह के सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है टीम को सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक अच्छी तरह से निर्दिष्ट सेट की आवश्यकता हो सकती है ताकि परियोजना या टीम द्वारा प्रोडक्ट इनकंसिस्टेंसी को कम से कम किया जा सके उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एक अच्छी तरह से निर्दिष्ट सेट की आवश्यकता हो सकती है ताकि प्रोडक्ट इनकंसिस्टेंसीज को कम से कम किया जा सके अपग्रेड की योजना ठीक से बनाई जा सकती है और लाइसेंसिंग भी ठीक से की जा सकती है इस सेट को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को उपयोग किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयरों के विवरण का मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को सभी सॉफ्टवेयरों के विवरण को ठीक से प्रबंधित करना है उनका उपयोग परियोजना में किया जाना है वह सॉफ्टवेयर को निर्दिष्ट करके शुरू कर सकता है जिसे टीम को निम्नलिखित सहित की आवश्यकता होगी तो आइए देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या निर्दिष्ट करना चाहिए उसे इन अतिरिक्त सॉफ्टवेयर्स को निर्दिष्ट करना चाहिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वह उपयोग करेगा या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम टीम के सदस्य उपयोग करेंगे कौन सा कंपाइलर परियोजना में उपयोग किया जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सत्र के अंत की ओर देखेगा प्रोजेक्ट में किस तरह की email का उपयोग किया जाएगा FTP वेब ब्राउज़र वगैरह जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग सॉफ़्टवेयरउस की सूची क्या होगी फिर अलग अलग लाइब्रेरी या अन्य DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी स्टैंडर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी ग्राफिक यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी वगैरह जो आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाएंगी फिर कार्यालय ऑफिस सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एक्सेल शीट पावर पॉइंट प्रजेंटेशन 9powerpoint presentation वगैरह जिनकी आवश्यक सूची की जरूरत होगी और यदि आपके प्रोजेक्ट्स मैं विभिन्न सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जैसे CASE टूल्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर टूल आवश्यक है तो डिजाइन इक्विपमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि RSA विज़ुअल प्रतिमान वगैरह टेस्टिंग टूल्स जैसे कि JUnit और ये JUnit Jumble सेलेनियम वगैरह परीक्षण उपकरण है और अंत में SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन उपकरण जैसे गैंट चार्ट टूल लिब्रा प्रोजेक्ट वगैरह तो किस तरह के विभिन्न सॉफ्टवेयर टूल्स की आवश्यकता है इसलिए इसे भी सूचीबद्ध करना होगा तो ये अतिरिक्त या सहायक क्या घटक हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को इस सूची को तैयार करना होगा फिर अगला चरण सॉफ्टवेयर वर्जन को निर्दिष्ट करना है मौजूदा सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट की सूची को देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को यह निर्दिष्ट करना होगा कि इनमें से प्रत्येक सॉफ़्टवेयर के कौन से वर्जन हैं क्योंकि यहां अलग अलग वर्जन हैं इसलिए टीम के सदस्यों को कौन से वर्जन की आवश्यकता है यह भी हमें निर्दिष्ट करना होगा हमें यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि इनमें परिवर्तन कब उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए जब परिवर्तन इन वर्जन के लिए उपलब्ध हो जाएगा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को भी निर्दिष्ट करना होगा फिर अगला चरण अपग्रेड और सर्विस पैक की पहचान करता है आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक स्थिर इकाई नहीं है समय समय पर अपग्रेड और एन्हांसमेंट होंगे इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को यह जानने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर के किन टुकड़ों को इन अपग्रेड की जरूरत है और प्रोजेक्ट के दौरान ये अपग्रेड कब होंगे इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रत्येक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए निम्नलिखित सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैंजो टीम उपयोग करेगी उदाहरण के लिए अपग्रेड सर्विस पैक या सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट के नए वर्जन के संबंध में आपकी परियोजना की लंबाई क्या होगी क्या टीम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी कि क्या टीम अपग्रेडेशन के लिए अनुरोध करती है या नहीं इसी तरह यदि हां तो कब अपग्रेड उपलब्ध होगा अपग्रेड कब मिलेगा तो इन उत्तरों को बनाया जाना चाहिए तदनुसार वह अपग्रेड और इस सर्विस पैक की पहचान कर सकता है फिर पहचानें कि कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करता है कृपया देखें कि आपको यह पहचानने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनना होगा कि प्रत्येक सॉफ्टवेयर को स्थापित करने और अपग्रेड करने के लिए कौन जिम्मेदार है क्योंकि उसके लिए सभी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हैं क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को ओवरले करता है एडमिनिस्ट्रेटर वह एक विशेष परियोजना के लिए या उसके लिए जिम्मेदार है परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डेवलपर या सिस्टम डिजाइनर हो सकती है वह इन अपग्रेड के लिए जिम्मेदार है जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर को पहचानना है सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहचान की है कि कौन क्या करता है और हर कोई इस बात से सहमत है कि कौन इंस्टॉलेशन और अपग्रेड करेगा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस सही व्यक्ति की पहचान की है जो ये अपग्रेड करेगा और हर कोई इस बात से सहमत है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा कर रहा है इंस्टॉलेशन और अपग्रेड कौन कर रहा है हर किसी को यह जानना चाहिए कि हर किसी को इस पर सहमत होना चाहिए फिर निर्दिष्ट करें कि कब कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करना है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक बार प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सॉफ्टवेयर की सूची पर हैंडल होता है और इस बात का अंदाजा होता है कि प्रोजेक्ट के दौरान टीम को किस अपग्रेड की जरूरत होगी वह तय कर सकता है कि कब अपग्रेड करना हैठीक है इसलिए एक बार प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सॉफ्टवेयर की सूची और क्या अपग्रेड के विचार पर एक हैंडल है फिर टीम को प्रोजेक्ट के दौरान निर्णय लेने की आवश्यकता होगी कि वह कब अपग्रेड करने का निर्णय ले सकता है क्योंकि हमें यह निर्दिष्ट करना होगा कि उसे किस समय और किस सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करना है इसलिए अपग्रेड इसलिए आम तौर पर अगर आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे एक बड़े milestone से ठीक पहले तब यह बहुत जोखिम भरा होता है क्योंकि जो अपग्रेड ठीक से काम नहीं करता है और हो सकता है कि आप milestoneको मिस करते हों आप टार्गेट रेट को मिस कर सकते हैं लेकिन एक milestone के तुरंत बाद अपग्रेड करने से समस्याएँ उत्पन्न होने पर कुछ समय मिल सकता है लेकिन हो सकता है कि validate हो जाएं की परीक्षण milestone से पहले चलता है फिर निर्दिष्ट करें इसलिए सभी सॉफ्टवेयर पर विचार करें जो टीम प्रोजेक्ट में उपयोग करेगी यदि आप सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करने की योजना बनानी होगी जब टीम और प्रोजेक्ट अप्रत्याशित समस्याओं को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं इसलिए जब समस्याएँ नहीं होती हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय समस्याएँ नहीं होंगी फिर उस समय आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं कुछ प्रमुख milestone या कुछ प्रमुख टारगेट लाइंस से पहले अपग्रेड के लिए मत जाओ इसलिए कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर योजना न बनाएं जब सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करना ऑप्टिमिस्टिक न हो तो इस समय कोई समस्या नहीं होगी इसलिए हम अपग्रेड के लिए जा सकते हैं इसलिए हमेशा यह उम्मीद करें कि समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें संभालने के लिए समय की योजना बनाएं इसलिए यह मत कहो कि आपको उम्मीद नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी और आपको इस अपग्रेड के लिए जाना चाहिए हमेशा अनुमान लगाएं कि उम्मीद है कि समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें संभालने के लिए समय की योजना बनाएं अगर समस्याएँ नहीं आती हैं तो ठीक है टीम को अतिरिक्त समय मिलेगा यदि वे पॉप नहीं करते हैं और यदि वे पॉप अप करते हैं तो क्या होगा यदि समस्याएं बढ़ती हैं तो हम पहले से ही योजना बना चुके हैं तो यह है कि हमें यह निर्दिष्ट करना है कि कब और कौन सा सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करना है फिर समर्थन की पहचान करें इसलिए पहले इन चरणों की पहचान करें यह इस प्रकार है कि प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक समर्थन की पहचान करें इस समूह के प्रत्येक समूह से अलग अलग व्यक्तियों या इन स्टेकहोल्डर्स के प्रत्येक समूह से प्रत्येक समूह से आवश्यक समर्थन की पहचान करें फिर निर्दिष्ट करें कि समर्थन किस समय की आवश्यकता होगी ताकि परियोजना बिना किसी देरी के प्रगति कर सके फिर यह निर्दिष्ट करें कि समर्थन कैसे होगा या नहीं यह कर्मचारी शारीरिक रूप से या फोन के माध्यम से उपलब्ध होगा या ईमेल वगैरह तो आवश्यक समर्थन के लिए प्रत्येक समूह से कमिटमेंट प्राप्त करें उदाहरण के लिए आप वर्बल कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कमिटमेंट प्राप्त कर सकते हैं या एक कमिटमेंट लेटर और फिर परियोजना के कर्मचारियों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें जब तक आप सहायक कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए रखते हैं तब तक परियोजना को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है तो फिर रिसोर्सेज की पहचान करने के बाद हमें एक सूची तैयार करनी होगी जिसे रिसोर्से आवश्यकता सूची कहा जाता है रिसोर्स एलोकेशन योजना तैयार करने में पहला कदम रिसोर्से की आवश्यकता सूची तैयार करना है जिसमें एक्सपेक्टेड लेवल के साथ साथ आवश्यक विभिन्न रिसोर्से शामिल होंगे तो रिसोर्से आवश्यकता सूची की यह तैयारी एक प्रेसिडेंस नेटवर्क में मौजूद प्रत्येक गतिविधि पर विचार करके की जा सकती है मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आपने पहले से अध्ययन किया होगा इसलिए रिसोर्से आवश्यकता की तैयारी करना एक सूची पूर्ववर्ती नेटवर्क में मौजूद प्रत्येक एक्टिविटी पर विचार करके और आवश्यक रिसोर्से की पहचान करके की जा सकती है हमने पहले ही देखा है कि विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता क्या है अब हम किसी दिए गए एक्टिविटीनेटवर्क या दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क से एक सैंपल रिसोर्से आवश्यकता सूची तैयार करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि कुछ रिसोर्स हो सकते हैं जो एक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं हैं लेकिन वे संपूर्ण परियोजना के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत परियोजना की पूरी अवधि के लिए पूरे समापन के लिए आवश्यक है या कुछ अन्य रिसोर्सेज वगैरह का समर्थन करने के लिए आवश्यक है देखें यह एक प्रेसिडेंस नेटवर्क का एक बहुत सिंपल उदाहरण है इसलिए यहां मैं प्रेसिडेंस नेटवर्क एक्टिविटी नेटवर्क के इस विकास के लिए आशा करता हूं जो हमने पहले ही परियोजना समय निर्धारण में देखा है यहां ये अलग अलग चरण दिए गए हैं और यहां शुरुआती समय जल्द से जल्द खत्म होने का समय नवीनतम शुरुआत का समय और नवीनतम खत्म होने का समय दिया गया है इसके अलावा यह क्या है फ्लोट मेरा मतलब है कि खाली समय भी दिया जा सकता है खाली समय का मतलब है कि इस समय की मात्रा से अगर एक्टिविटी में देरी हो सकती है तो प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख प्रभावित नहीं होगी तो इस तरह से दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क मैं यह दिखाया गया है कि विभिन्न गतिविधियाँ कहाँ हैं जो पूरे सिस्टम प्रणाली को निर्दिष्ट करें फिर क्या डिजाइन मॉड्यूल A डिजाइन मॉड्यूल B डिजाइन मॉड्यूल C डिजाइन मॉड्यूल D हैं और इसी तरह कोडिंग और अन्य गतिविधियों को इस डायग्राम में उल्लेख किया गया है इसलिए जब से आप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में इस बात को जान चुके हैं मैंने इसके विवरण पर चर्चा नहीं की है मेरा उद्देश्य यह है कि इस दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क से रिसोर्से आवश्यकता सूची कैसे बनाई जाए इसलिए इसे देखते हुए हमारे पास इस तरह की सूची तैयार होगी यह देखेगा कि रिसोर्स की आवश्यकता सूची में ये आइटम होंगे जैसे कि चरण क्या हैं गतिविधियाँ क्या हैं रिसोर्स क्या हैं कितने दिनों के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है मात्रा यदि कोई हो और यदि कोई नोट या टिप्पणी हो तो आप उसे देख सकते हैं इसलिए हमें आवश्यकता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी चरण हो जो भी गतिविधि हो सभी चरणों या गतिविधियों के लिए हमें एक रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होती है जिसे हमें प्रोजेक्ट मैनेजर नामक एक रिसोर्स की आवश्यकता होती है वह पूरी परियोजना के लिए उपलब्ध है और कुल दिन के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है और वह देख सकता है कि परियोजना की कुल अवधि 104 दिन है इसलिए यहां हमने लिखा है कि वह पूरे 104 दिन उपलब्ध होना चाहिए और इसी तरह कितने वर्कस्टेशन हैं इसलिए सभी गतिविधियों के लिए चरण एक के लिए हमें लगभग 34 संख्या की आवश्यकता होती है जो वर्क स्टेशनऔर कार्य केंद्रों के काम करने वालों के लिए भी है हमें यह देखना होगा कि संबंधित सॉफ्टवेअर उपलब्ध हैं या नहीं और फिर P1 आता है यहाँ यह क्या परियोजना गतिविधि 1 है इस गतिविधि 1 के लिए आपको कितने दिनों के लिए आवश्यक है मैं देख सकता हूं कि यह 34 है इसलिए हमें कुछ सिस्टम की आवश्यकता है यह देखें कि यह चरण 1 और गतिविधि 1 है इसके लिए हमें 1 सिस्टम या 1 वरिष्ठ विश्लेषक की आवश्यकता है और यह कितने दिनों के लिए आवश्यक होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है यहां 34 दिनों की आवश्यकता है इसलिए उसे 34 पूर्ण दिन की आवश्यकता हो सकती है और फिर हम स्टेज 2 पर जा सकते हैं यह चरण 2 है और हमें कुछ वर्क स्टेशन की आवश्यकता है या रिसोर्स कहते हैं कि शायद 3 वर्क स्टेशन हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और P 2 के लिए मेरा मतलब गतिविधि 2 से है देख सकता हूँ यह गतिविधि 1 है यह गतिविधि 2 है आप देखते हैं कि कितने दिनों की आवश्यकता है मुझे लगता है कि यह 20 दिन है तो इस मामले में देखें कि हमें गतिविधि 2 की आवश्यकता है हमें कितने दिनों के लिए विश्लेषक और या डिजाइनर की आवश्यकता है 20 फुल टाइम और इस तरह आप सभी चरणों की सभी गतिविधियों की जांच करते हैं यह पहचानते हैं कि विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता क्या है और हो सकता है कि कितने दिनों के लिए और किस मात्रा में हो सकती है और यदि कोई नोट या टिप्पणी आप यहां लिख सकते हैं इस तरह आप सैंपल रिक्वायरमेंट आवश्यकता सूची तैयार कर सकते हैं तो यह सैंपल रिक्वायरमेंट लिस्ट सूची तैयार की गई है मैं इस दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क का उपयोग कर रहा हूं या इस प्रेसिडेंस नेटवर्क को ले जा रहा हूं तो इस प्रकार हम प्रेसिडेंस नेटवर्क को देखते हुए रिसोर्से आवश्यकता सूची तैयार कर सकते हैं तो इस तरह आप किसी दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क से रिसोर्स आवश्यकता को तैयार कर सकते हैं इसलिए रिसोर्स एलोकेशन से पहले यह पहला कदम है आपको दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क का उपयोग करके या संसाधन आवश्यकता सूची तैयार करनी होगीठीक है इसलिए आज हमने रिसोर्सेज की विभिन्न श्रेणियों के बारे में चर्चा की है हमें रिसोर्स आवश्यकताओं की पहचान के बारे में बताना होगा कि विभिन्न प्रकार के रिसोर्स श्रम और टाइम मनी इक्विपमेंट वगैरह क्या हैं हमने हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर और सहायक कर्मचारियों की पहचान के लिए स्टेप्स भी प्रस्तुत किए हैं हमने यह भी चर्चा की है कि किसी दिए गए प्रेसिडेंस नेटवर्क से संसाधन आवश्यकता सूची कैसे तैयार की जाए इसलिए आज हमने बुनियादी अवधारणाओं या कम से कम बुनियादी स्टेप्स को देखा है हमने रिसोर्स एलोकेशन का पहला चरण देखा है ये हमारे द्वारा लिए गए संदर्भ हैं